छात्रों का स्वागत है तो हम सामग्री विचरणो के बारे में सीख रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने एक मामला हल किया था जिसमें कई प्रकार के प्रश्न थे वहां हमने अपव्यय की समस्या को समझा हमने प्रारंभिक और अंतिम रहतिया को समायोजित करने की समस्या को समझा और हमने यह पता करने का प्रयास किया कि उदाहरण के लिए अगर किसी स्थिति में प्रारंभिक रहतिया की प्रति किग्रा मूल्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है तब हमें किस मूल्य का उपयोग करना है और मैंने आपको बताया कि उस स्थिति में किसी भी वास्तविक कीमत के अभाव में हमें मूल्य निर्धारण हेतु मानक मूल्य का उपयोग करना होगा या वास्तव में प्रारंभिक रहतिया के कुल मान की गणना करने हेतु तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मानक लागत प्रक्रिया में दो चीजें शामिल हैं पहली चीज़ मानक और वास्तविक के बीच के विचरणो की गणना की है और दूसरी बात दो मानकों दो जानकारियों यानि मानक और वास्तविक के बीच विचरणो के कारणों का विश्लेषण की है और इस मामले में अगर आप बात करते हैं तो हमने इन विचरणो की गणना कर ली है और हमे पता चला है कि यदि आप पिछले पृष्ठों में गणना किए गए इन विचरणो को देखे तो हमें पता चलता है कि हमने सामग्री लागत विचरण के साथ शुरू किया था और हमने पाया कि सामग्री लागत विचरण 28625 अनुकूल है तो अब मैं विश्लेषण भाग के बारे में बात कर रहा हूं विचरणो का विश्लेषण कि उनके मानो की गणना के बाद हमें इन विचरणो का विश्लेषण कैसे करना है इसलिए मान गणना पहला भाग है वास्तविक जीवन के संगठनों में भी ऐसा होता है कि सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद पहले वे मानकों व्यावहारिक मानकों को विकसित करते हैं जिसे मैं प्राप्य मानक कह सकता हूं और फिर जब फर्म वास्तविक उत्पादन शुरू करती है तब उन्हें वास्तविक प्रदर्शन मिलता है और वह समिति जो मानक और वास्तविक के बीच के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए फर्म द्वारा गठित की जाती है वे इन विचरणो का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये विचरण कितना हैं इन विचरणो के मूल्य और फिर वे इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि अगली बार इन विचरणो को रोका जा सके बंद किआ जा सके और हमारे मानक वास्तविक उत्पादन के अधिक निकट हों या इसके विपरीत इसलिए पहला भाग हमने यहां किया हमने सभी मुद्दों के बारे में सीखने के बाद उन्हें समायोजित करने के बाद सभी विचरणो की गणना की पहला विचरण आया था 28625 अनुकूल ठीक है और इस विचरण में हमने देखा कि आपकी मानक लागत अधिक थी और वास्तविक लागत में एक निश्चित राशि की कमी आई है और इन दोनों के बीच का अंतर था मानक लागत कितनी थी 6800 वास्तविक लागत घटकर 651375 हो गई इसलिए इस मामले में सकारात्मक सामग्री लागत विचरण के साथ हमने समाप्त किया तो यह अच्छा है लेकिन फिर से मैंने आपको बताया है कि विचरण विचरण होता है चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल मानकों को विकसित करके वास्तविक उत्पादन के लिए जाने पर हम दोनो मूल्यों के बीच अंतर को न्यूनतम रखना चाहते हैं हमारे मानक इतने सटीक होने चाहिए कि वे वास्तविक प्रदर्शन के समकक्ष हो या वास्तविक प्रदर्शन के सबसे निकट यदि कोई विचरण है तो मानकों की गणना करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वास्तविक एक अलग दिशा में जा रहा है मानक दुसरी दिशाओं में जा रहे हैं और हमें विचरणो प्राप्त हो रहे हैं अर्थात विचरण नहीं होना चाहिए इस मामले में अब एक अनुकूल विचरण प्राप्त होने पर विचरण की गणना करके समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने योग्य है कि मानक लागत विभिन्न सामग्री लागत विचरण 28625 अनुकूल है इसके बारे में खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारी वास्तविक लागत मानक लागत से कम थी हमें इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना होगा हो सकता है कि मानकों को थोडा ज्यादा या उच्चतर पक्ष में निर्धारित किया गया था यह उत्पादन विभाग की दक्षता नहीं है कि आपकी वास्तविक लागत घटकर 651375 हो गई है और मानक इससे अधिक था यह संभव है कि लागत वास्तविक रूप में यही था या यही लागत थी लेकिन मानक ज्यादा तय था इसलिए मानक निर्धारक समिति को अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी और उन्हें यह देखना होगा कि क्या निर्धारित मानक अधिक हैं यदि वे उच्च पक्ष की तरफ निर्धारित हैं तो हम मानकों को सही करेंगे ताकि अगली बार मानक और वास्तविक प्रदर्शन के बीच का अंतर या तो शुन्य हो या नगण्य इसलिए यहां यह 28625 अनुकूल है अतः हमने इसे और विच्छेदित कर दिया और यदि आप इसे विच्छेदित करते हैं तो आप यहां यह पाएंगे कि जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था लागत मूल्य और मात्रा का फलन है और इस मामले में हम अब विश्लेषण करते हैं हमने सामग्री मूल्य विचरण की गणना की जब हमने सामग्री मूल्य विचरण की गणना की तो हमने पाया कि सामग्री मूल्य विचरण है कुल यानि ए और बी दोनों प्रकारों के विचरण का योग करने पर हमें पता चला कि सामग्री मूल्य विचरण 3765 अनुकूल है इसका मतलब है कि कीमत जो सामग्री का प्रति किलो मानक मूल्य था और वास्तव में हमने ए और बी दोनों आगतो के लिए जो भुगतान किया है हमने फिर से उच्च मानकों को निर्धारित किया है लेकिन हमने सामग्री की खरीद करते समय वास्तव में प्रति किलो कम कीमत का भुगतान किया है उसी के परिणामस्वरूप हमें यहां 37625 का अनुकूल विचरण मिला है तो इसका मतलब है कि कुल लागत विचरण इस राशि के बराबर होता यानि 37625 बशर्ते कि उपयोग में कोई विचरण न हो लेकिन जब हमने सामग्री उपयोग विचरण की गणना की तो हमें पता चला कि यह विचरण 90 प्रतिकूल है अर्थात हमने मूल्य को नियंत्रित किया है कीमत की मानक और वास्तविक मूल्य से तुलना पर हमने पाया कि मानक कीमत ज्यादा तय थी प्रत्याशित मूल्य अधिक था लेकिन वास्तविक मूल्य जो हमने बाजार में भुगतान किया वह कम था यह खरीद विभाग की दक्षता हो सकती है कि हमने कम भुगतान किया और 376 के अनुकूल विचरण को प्राप्त किया यहां इस मामले में इस 376 को बनाए रखा जा सकता था लेकिन जब हम सामग्री के उपयोग को लेते हैं तो हमें पता चला कि सामग्री उपयोग विचरण नकारात्मक है यानि 90 से प्रतिकूल है यह एक बड़ी राशि नही है छोटी राशि लेकिन प्रतिकूल विचरण नकारात्मक विचरण है इसलिए इसका मतलब है इसका क्या मतलब है हमारे द्वारा उपयोग किए गए दोनों आगत ए और बी की वास्तविक मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक थी और हमने पाया कि आखिरकार इस मामले में विचरण हैं जब हम उन विचरणो की गणना करते हैं हमने ए और बी को जोड़कर शुध्ह विचरण निकाला जो 90 प्रतिकूल था यहाँ संदर्भ की बात यह है कि मोटे तौर पर सामग्री उपयोग में 90 का यह विचरण आगत A के कारण हुआ है आगत B के द्वारा नहीं बल्कि आगत बी अनुकूल है तो आगत ए 120 प्रतिकूल है बी 30 अनुकूल है इसलिए शुद्ध सामग्री उपयोग विचरण 90 आया है इसलिए आप इसे 90 प्रतिकूल कह सकते हैं B नियंत्रण के भीतर है A नियंत्रण के भीतर नहीं है A का उपयोग अधिक हुआ है इसलिए अब हमें इसका कारण खोजना होगा हमें इसे फिर से जांचना होगा कि सामग्री ए का उपयोग क्यों बढ़ गया है हो सकता है कि यह कारण है कि हमने कम कीमत पर सामग्री खरीदी है क्योंकि इस मामले में यदि आप इस विचरण सामग्री मूल्य विचरण को देखेंगे यदि आप इस सामग्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे यदि आप A के लिए योग करते हैं तो यह 19875 था लेकिन अन्य मामले सामग्री बी में यह 575 अनुकूल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामग्री ए यहां अपराधी है सामग्री ए आगत ए के साथ कुछ गड़बड़ है हमने सामग्री ए खरीदने के लिए ऊँची कीमत का भी भुगतान किया हमने मानक मात्रा 800 किलो के मुकाबले सामग्री ए के लिए अधिक सामग्री का उपयोग किया ए हमने 30 किलो अधिक का उपयोग किया यानि 830 किलो का और इस A का शुद्ध विचरण ऋणात्मक हो गया है जो कि 120 है B के मामले में आप कह सकते है कि यह बहुत नियंत्रण में हैं क्योंकि आप मूल्य विचरण को देखिये जो यहाँ सामग्री मूल्य विचरण के लिए आया है यह विचरण काफी हद तक सकारात्मक आया है और यह विचरण 575 अनुकूल है तो इस मामले में बी के लिए मूल्य विचरण भी नियंत्रण में है उपयोग विचरण भी अनुकूल है नियंत्रण में है मानक आवश्यकता यह कितना किलो है 1200 किलो की कुल आवश्यकता के मुकाबले हमने वास्तव में 900 किग्रा का उपयोग किया है तो इसका मतलब है कि यह विचरण बी के मामले में अनुकूल हो गया है इसलिए उत्पाद ए या आगत ए के साथ कुछ गड़बड़ है हमें इसे दोनों मामलों में कीमत के मामले में और मात्रा के मामले में भी जांचना होगा और फिर सही करने का प्रयास करना होगा कि यह नकारात्मक विचरण दोनों स्तरों पर क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या खरीद विभाग ने ऊँची कीमत का भुगतान किया है या उच्च कीमत का भुगतान करने के बावजूद उन्होंने आगत ए की हीन गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी है यदि ऐसा कुछ भी नहीं है यदि यह संयोग है अगर यह संयोग से हुआ है तो हमें यह पता करने की कोशिश करनी चाहिए या तो हमें अगली बार आगत A के मानक को बदलना होगा या फिर हमें वास्तविक प्रदर्शन के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि इस विचरण विश्लेषण का अंतिम उद्देश्य प्रदर्शन को यानि मानक और वास्तविक प्रदर्शन को एक दुसरे के निकट या करीब लाना है अब हम अन्य दो विचरणो सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री प्रतिफल विचरण के बारे में बात करते हैं इसलिए इसका मतलब है कि इस मामले में सामग्री मिश्रण विचरण 22 प्रतिकूल है और सामग्री प्रतिफल विचरण भी 68 प्रतिकूल है बहुत बड़ी राशि नहीं है लेकिन फिर भी वे नकारात्मक विचरण हैं वे प्रतिकूल विचरण हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इन विचरणो की भी जांच करनी होगी अतः हम यह पता लगाने में सक्षम हुए कि दोनों आगत ए और बी को मिलाकर मानक वजन के 2000 किलो के मुकाबले मिश्रण का वास्तविक वजन 2020 किलोग्राम है तो हमने 20 किलो का आगत दिया है अधिक आगत जो सिर्फ हीनता के कारण या किसी अन्य कारण से है कि हमने मानक के मुकाबले सामग्री A का अधिक उपयोग किया है इसीलिए कुल आगत 2000 किलो से बढ़कर 2020 किलो तक चला गया है और इस मामले में विचरण सामग्री मिश्रण विचरण 22 की मामूली राशि से नकारात्मक हो गया है लेकिन फिर भी हमें इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और इसी तरह जब आप सामग्री प्रतिफल विचरण के बारे में बात करते हैं क्योंकि प्रतिफल विचरण मूल रूप से वास्तविक प्रतिफल और मानक प्रतिफल के बीच तुलना है अर्थात जब हमने 2000 किलो का मानक आगत दिया या देने जा रहे है तब 15 प्रतिशत के अपव्यय को समायोजित करने के बाद वास्तविक उत्पादन 1700 किलो अपेक्षित है यहाँ इस मामले में हमने पाया कि हमने 2020 किलो का आगत दिया तो उसी अनुपात में अपेक्षित निर्गत या प्रतिफल 1717 किलो था जो नहीं हुआ वास्तविक निर्गत आगत के साथ वही रहा या आगत के अनुपात में लेकिन आगत भी बदल गया है और जब आप वास्तविक निर्गत के बारे में बात करते हैं तो आप वास्तविक निर्गत ज्ञात करने की कोशिश करें वास्तविक निर्गत 1700 किलो है जो कि 2000 किलोग्राम के आगत के लिए है लेकिन जब आप आगत को बढाकर 2000 से 2020 किलो करते है तब निर्गत भी बढ़कर 1717 किलो होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यानि प्रतिफल भी प्रभावित हुई है इसलिए सामग्री ए आगत ए के साथ कुछ समस्या है क्योंकि भुगतान की गई कीमत भी बहुत अधिक है उपयोग की गई मात्रा भी बहुत अधिक है और आगत ए की अधिक मात्रा का उपयोग करने के बावजूद हमारा निर्गत उतना नहीं आ रहा है इसलिए इसका मतलब है कि हमें जांचना होगा हमने यह पता लगा लिया है कि समस्या कहाँ है और काफी हद तक समस्या आगत ए के साथ है हमें खरीद विभाग के लोगों के साथ और उत्पादन विभाग के लोगों के साथ मिलकर इसे जानने की कोशिश करनी होगी और अगर दोनों लोगों का कहना है कि उत्पाद ए मानक मूल्य उपलब्ध नहीं है बल्कि ऊँची कीमत पर और आगत निर्गत अनुपात वह नहीं है जो मानक निर्धारक समिति द्वारा अनुमानित किया गया है बल्कि अलग है इसलिए अगली बार हम अपने मानकों को संशोधित कर सकते हैं या तीसरी संभावना यह हो सकती है कि हम वर्तमान सामग्री ए को किसी अन्य विकल्प से बदलने के बारे में सोच सकते हैं ताकि कीमत नियंत्रण में हो उत्पादन भी नियंत्रण में हो और ये दोनों मूल्य या उपयोग या मात्रा कोई समस्या उत्पन्न नहीं करें है और हमारी लागत विचरण नियंत्रण में रहे इसलिए सामग्री के मामले में ये वो पांच विचरण हैं जिनकी हमने गणना की है इन विचरणो का विश्लेषण कैसे किया जाए इस पर मैंने आपके साथ लम्बी चर्चा की और मुझे लगता है कि अब तक आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि मानक लागत का उपयोग क्या है और कैसे मानक लागत प्रभावी प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के पास एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपलब्ध है और अनुकूल या प्रतिकूल विचरण की स्थिति से कैसे निपटना है क्योंकि हर संगठन में प्रत्येक प्रबंधन का उद्देश्य यही है कि जब भी हम किसी चीज के लिए मानक निर्धारित करते हैं तो हमें उन मानकों को प्राप्त करना चाहिए और यदि विचलन हैं दो प्रदर्शनों के बीच विचरण हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसके कारणों की जांच करनी होगी और उन कारणों को ठीक करना होगा ताकि मानक और वास्तविक प्रदर्शन के बीच का अंतर या तो शुन्य हो या न्यूनतम हो यही कारण है कि हमारे पास है मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इसलिए हमने न्यूनतम सीमा स्तर तय किया है उदाहरण के लिए यदि विचरण 5 या 10 प्रतिशत हैं तब हम इसकी अनदेखी करेंगे क्योंकि वे अपेक्षित हैं या निरपेक्ष रूप में यदि विचरण 25000 रूपए तक हैं तब हम इसकी अनदेखी करेंगे लेकिन अगर इससे अधिक है अवसीमा को पार कर जाता है तब हम विचरणो का विश्लेषण करेंगे क्योंकि यहाँ फिर से लागत और लाभ सामने आ जाता है किसी भी संगठन में किसी भी काम को करने की लागत चाहे आंतरिक या बाहरी हमेशा मूल्य या कीमत से कम होनी चाहिए या जो उसका प्रतिफल होने जा रहा हैं इसलिए लागत और लाभ लागत हमेशा लाभ की तुलना में कम होनी चाहिए और यदि आप इस मामले में उदाहरण के लिए विचरणो का विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो सामग्री मिश्रण विचरण 22 प्रतिकूल है या प्रतिफल विचरण केवल 68 प्रतिकूल है यह अवसीमा पर है इसलिए हम इन विचरणो को अनदेखा कर देंगे क्योंकि यदि आप इन विचरणों का विश्लेषण करते हैं तो विचरण विश्लेषण की लागत इस विश्लेषण से होने वाले लाभों की तुलना में बहुत अधिक होगी इसलिए हमेशा उस तरह के विश्लेषण से बचना चाहिए जिसमे लागत अधिक लाभ कम हो और अंततः यह किसी भी संगठन के हित में नहीं है इसीलिए अवसीमा स्तर है और किसी भी प्रबंधन निर्णय में अवसीमा स्तर को लागत और लाभ को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है जो कि प्रबंधन लेखांकन का मूल मंत्र है कि कोई भी निर्णय लेते समय लागत और लाभ को हमेशा ध्यान में रखें लागत हमेशा इससे होने वाले लाभ से कम होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो हम वह निर्णय लेंगे हम उस निर्णय को लागू करेंगे हम उस निर्णय पर अमल करेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम निर्णय की अनदेखी करेंगे हम विचार त्याग देंगे हम निर्णय को छोड़ देंगे सामग्री विचरण के सन्दर्भ में यह एक हिस्सा है जिसकी हमने मानक लागत में अब तक चर्चा की है क्योकि सामग्री विचरण का विश्लेषण बहुत आवश्यक है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सामग्री लागत उत्पाद की कुल लागत का कहीं न कहीं 50 से 60 प्रतिशत होता है उदाहरण के लिए यदि यह 50 प्रतिशत भी है और आप सामग्री लागत को 10 प्रतिशत भी कम कर लेते हैं तो आप कुल लागत को 5 रुपये तक कम कर सकते हैं और 5 रुपये बहुत बड़ी राशि है यहां तक कि 5 प्रतिशत तब 25 रुपये फिर से यह एक बहुत बड़ी राशि है तो आप इसे अपने लाभ में जोड़ सकते हैं या आप उत्पाद की कीमत को कम कर सकते हैं बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं और यह कुल मुनाफे में वृद्धि कर देगा तो इस मामले में हमें चर्चा करनी होगी या इन सभी प्रकारों के सामग्री विचरण पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता थी इसलिए मैंने आपके साथ इन 5 विचरणो पर चर्चा किया आगे हमने उन्हें विच्छेदित भी किया और यह भी जानने की कोशिश की कि इन विचरणो को कैसे सत्यापित किया जाए सामग्री की लागत विचरण सामग्री के उपयोग और सामग्री की कीमत विचरण के बराबर है और सामग्री का उपयोग सामग्री के मिश्रण और सामग्री के प्रतिफल विचरण के बराबर है इसलिए सामग्री विचरणो के बारे में अब मैं यही समाप्त करूँगा अब अगला भाग श्रम विचरणो का विश्लेषण करना है क्योंकि उत्पादन की कुल लागत में दूसरा घटक श्रम है दूसरा घटक श्रम है श्रम लागत करीब 15 से 20 प्रतिशत है कुछ मामलों में यह 25 प्रतिशत भी है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में जहां वेतन एक निश्चित आधार पर भुगतान किया जाना है और उन्हें रहने की लागत के साथ संरेखित करना पड़ता है और भी कई अन्य शर्तों के साथ जैसे बाज़ार में मूल्य स्तर के साथ तो जिस मूल्य या मजदूरी का हम भुगतान करते हैं या स्थायी कर्मचारियों को वेतन हम देते हैं वो कुल राशि थोड़ा अधिक है तो कभी कभी यह उत्पादन की कुल लागत का 25 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो यह कुल लागत का एक अगला मद है और उत्पाद की कुल लागत का यह अगला मद श्रम व्यय है और उन श्रम खर्चों की हम जांच करेंगे और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि श्रम विचरणो को कैसे ज्ञात करे कैसे उनका विश्लेषण करें और श्रम विचरण को कैसे नियंत्रित किया जाए इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि श्रम विचरणो की गणना कैसे की जाए और श्रम विचरणो की गणना के लिए हमें यह पता करने की कोशिश करनी होगी कि कौन कौन से सूत्र उपलब्ध हैं प्रक्रिया समान है श्रम विचरण का विश्लेषण करने की प्रक्रिया भी वैसी ही है जैसी सामग्री विचरणो के विश्लेषण या गणना की प्रक्रिया थी सामग्री विचरण में हमने 5 विचरणो की गणना की सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री मात्रा विचरण सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री प्रतिफल विचरण इस मामले में भी श्रम में भी हम उन्ही 5 विचरणो की गणना करेंगे बस सामग्री शब्द को श्रम शब्द से बदल दिया जाएगा लगभग पूरी तरह से स्थितिया और शब्दावली समूह एक ही रहेगा इस मामले में बस आप सामग्री शब्द को श्रम शब्द से बदल देंगे इसलिए जब हम इन विचरणो का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हम फिर से 5 विचरणो की गणना करने जा रहे हैं यानि श्रम लागत विचरण पहला श्रम लागत विचरण दूसरा है श्रम दर विचरण जिसे हम LRPV कहते हैं यह कोई सामग्री नहीं है वहां सामग्री मूल्य विचरण है यहाँ श्रम दर विचरण है यानि जिस दर से हम श्रम या हमारे अन्य कर्मचारियों को भुगतान करते हैं या संयंत्र के नीले कॉलर कर्मचारियों को उसके बाद श्रम दक्षता विचरण है वहां यह सामग्री उपयोग विचरण था हम इसे श्रम दक्षता विचरण से बदल देंगे और फिर हम श्रम मिश्रण विचरण के बारे में बात करते हैं या इस विचरण का दूसरा नाम गिरोह संरचना विचरण है और फिर अंत में हम अन्य विचरणो की गणना भी करेंगे तो इस मामले में पहले भाग श्रम लागत विचरण है श्रम दर विचरण श्रम दक्षता विचरण श्रम मिश्रण या गिरोह संरचना विचरण है और अंतिम विचरण श्रम प्रतिफल विचरण है वहां सामग्री लागत यहाँ श्रम लागत वहाँ सामग्री मूल्य यहाँ श्रम दर विचरण वहाँ सामग्री उपयोग यहाँ श्रम दक्षता क्योंकि उपयोग भी कहीं न कहीं दक्षता से जुड़ा हुआ है वहाँ सामग्री मिश्रण विचरण यहाँ यह श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह सरचना विचरण है वहाँ सामग्री प्रतिफल विचरण है यहाँ यह श्रम प्रतिफल विचरण है बीच में हम श्रम दक्षता का सही पता लगाने के लिए एक और विचरण की गणना करते हैं और उस विचरण को श्रम निष्क्रिय समय विचरण कहते है क्यों और कब इस विचरण की गणना करनी होती है या गणना करने की आवश्यकता होती है अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं जब श्रम समय बेकार चला जाता है उत्पादक नहीं होता अब श्रम 2 कारणों से गैर उत्पादक हो सकता है एक कारण यह है कि वे कुशल श्रमिक हैं और वे बस गंभीरतापूर्वक अपना काम नहीं करके समय बर्बाद कर रहे हैं इसलिए निष्क्रिय समय के लिए हम उन्हें भुगतान कर रहे हैं और उनका उत्पादन तय स्तर तक नहीं है अतः उनकी दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है या उनकी दक्षता प्रभावित हो रही है दूसरा एक अनियंत्रणिय कारण है उदाहरण के लिए अगर संयंत्र में कुछ भी होता है संयंत्र में बिजली उपलब्ध नहीं है श्रम उपलब्ध है लेकिन यहां बिजली नहीं है हमने शुरुआत में अनुमान लगाया कि बिजली 20 घंटे उपलब्ध होगी लेकिन वह एक दिन में केवल 18 घंटे के लिए उपलब्ध था तो इसका मतलब है कि श्रम उपलब्ध है बिजली नहीं है तो यह अनियंत्रणिय कारण है इसलिए आप नहीं यानि कोई भी फर्म श्रम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि दक्षता एक कारण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है और वह निष्क्रिय समय है आप यह नहीं कह सकते है कि बेकार समय श्रम के गैर प्रदर्शन के कारण हैं बल्कि उस कारक के कारण जो किसी के भी नियंत्रण से परे था इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि निष्क्रिय समय क्या है यदि आप उदाहरण के लिए श्रम दक्षता विचरण की गणना करते हैं और आप निष्क्रिय समय को नहीं घटाते है तो उस स्थिति में विचरण क्या होगा यह विचरण नकारात्मक हो जाता है क्योंकि अपेक्षित मानक दक्षता कुछ और थी जब वास्तविक नीचे आ जाएगा तो आप कहेंगे कि विचरण नकारात्मक है और जब यह ऋणात्मक होता है तो हम श्रम को दोष दे कर अपना समय बर्बाद करते है कि वे अनुत्पादक हैं वे संयंत्र में समय बर्बाद कर रहे हैं और वे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो उस मामले में सबसे पहले आप श्रम दक्षता विचरण की गणना कीजिये और उस श्रम दक्षता विचरण की गणना करते समय श्रम दक्षता विचरण मूल रूप से मानक दर गुणा है मैं यहाँ सूत्र रखता हूँ मानक दर गुणा मानक समय घटाव वास्तविक समय इसलिए वास्तविक समय वास्तविक समय में से आपको निष्क्रिय समय घटाना होगा और फिर आपको एक अलग विचरण की गणना करनी होगी जिसे आप श्रम निष्क्रिय समय विचरण कहते हैं तो यह कैसे महत्वपूर्ण है और यहां परिक्षण कैसे लागू किया जाए सामग्री विचरणो के मामले में हम कहते हैं कि सामग्री लागत एमसीवी सामग्री मूल्य एमपीवी योग सामग्री उपयोग एमयूवी के बराबर है इस मामले में आप क्या करेंगे श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण जोड़ श्रम दक्षता विचरण के बराबर है आप देखिए दोनों चीजें लगभग एक जैसी हैं तो श्रम लागत विचरण को श्रम मूल्य और श्रम दक्षता विचरण के बराबर होना होगा लेकिन जब आप कहते हैं कि आपने घटाया है जब निष्क्रिय समय की समस्या होती है तो आप यहां क्या करेंगे आप इस दक्षता समय से निष्क्रिय समय को घटाएंगे और इस राशि को घटाते समय दक्षता विचरण में परिवर्तन होगा और फिर आप इसे यहां जोड़ भी देंगे यानी श्रम निष्क्रिय समय विचरण फिर इन तीनों का योग श्रम लागत विचरण के बराबर होगा हम इसे अलग क्यों करते हैं हम इसे क्यों घटाते हैं बस यह पता लगाने के लिए यह उजागर करने के लिए कि दक्षता श्रम की अनुत्पादकता के कारण प्रभावित नहीं होती है बल्कि यह कुछ अतिरिक्त अनियंत्रणिय कारणों के चलते प्रभावित होती है अर्थात आपको अपने श्रम को हटा नहीं देना चाहिए या आपको यह नहीं मानना चाहिए या आपको यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि श्रम गैर जिम्मेदार या गैर उत्पादक है और फिर हम श्रम दक्षता के बारे में बात करते हैं श्रम दक्षता को श्रम मिश्रण और श्रम प्रतिफल विचरण के बराबर होनी चाहिए श्रम मिश्रण विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण वहां था सामग्री विचरण में क्या था सामग्री उपयोग विचरण सामग्री उपयोग विचरण कितना था यह सामग्री मिश्रण विचरण जोड़ सामग्री प्रतिफल विचरण है इसलिए ये विचरण लगभग समान हैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको पहले मामले के सामग्री शब्द को दूसरे मामले में श्रम शब्द से बदलना होगा मोटे तौर पर यदि आप इन विचरणो की गणना करते हैं तो केवल एक विचरण हम यहां जोड़ रहे हैं जो कि श्रम निष्क्रिय समय विचरण है और यह पता लगाने के लिए कि श्रम की दक्षता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है ऐसा क्यों हुआ है क्या श्रम गैर उत्पादक था और यह एक नियंत्रणीय कारक था और हमने इसे नियंत्रित नहीं किया या श्रम कर्तव्यनिष्ठ था वे उपलब्ध थे लेकिन कारण अनियंत्रणीय था क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है या कभी कभी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जब बिजली नहीं है कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो श्रम क्या करेगा वे आएंगे सयंत्र में बैठेंगे और फिर वापस चले जाएंगे इसलिए यहाँ एक अतिरिक्त विचरण की गणना करेंगे जिसे हम श्रम निष्क्रिय समय विचरण कहते हैं परन्तु इसकी तुलना में अन्य विचरण काफी हद तक एक ही हैं या इसका मतलब यह है कि यदि आप इनकी तुलना सामग्री विचरण से करते हैं तो आप बस सामग्री शब्द को श्रम शब्द से बदल रहे हैं और बाकि सब समान हैं वहां सामग्री लागत विचरण है यहाँ श्रम लागत विचरण है वहां सामग्री मूल्य विचरण है यहां श्रम दर विचरण है वहां सामग्री उपयोग विचरण है यहाँ श्रम दक्षता विचरण है वहां सामग्री मिश्रण विचरण है यह श्रम मिश्रण या गिरोह संरचना विचरण है और फिर वहां सामग्री प्रतिफल विचरण है और यहाँ श्रम प्रतिफल विचरण है अतः सब कुछ समान है सभी विचरण वही है और अब अगली बात यह है कि हम कि इन विचरणो की गणना के बारे में सीखेंगे इन विचरणो की गणना कैसे करें इन विचरणो की गणना के लिए क्या मानक सूत्र उपलब्ध हैं और फिर हम कुछ प्रश्नों या कुछ मामलों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इन विचरणो का विश्लेषण कैसे किया जाए तो आइए हम इस बारे में सीखे कि विचरणो की गणना कैसे करें इसलिए पहला विचरण जैसा कि मैंने आपको बताया है कि श्रम लागत विचरण है मूल रूप से श्रम लागत विचरण क्या है यह श्रम की मानक लागत घटाव श्रम की वास्तविक लागत है श्रम की मानक लागत घटाव श्रम की वास्तविक लागत वही है जिसे आप श्रम लागत विचरण कहते है सरल है और अब अगला विचरण श्रम दर विचरण है श्रम दर विचरण इसकी गणना के लिए अब उस स्थिति में वहां क्या था यह वास्तविक मात्रा थी अब हम यहां वास्तविक समय लिखेंगे गुणा प्रति घंटे मानक दर यह इकाइयों पर निर्भर करता है अगर हमें समय दिया जाता है यह प्रति घंटे हो सकता है यह प्रति दिन हो सकता है यह प्रति सप्ताह हो सकता है यह प्रति माह हो सकता है तो हमें दिए गए समय की उस इकाई के आधार पर उसे लेना होगा इसलिए वास्तविक समय गुणा प्रति घंटे मानक दर घटाव प्रति घंटे वास्तविक दर में वहाँ हम क्या कर रहे थे वह वास्तविक मात्रा गुणा प्रति इकाई मानक मूल्य घटाव प्रति इकाई वास्तविक मूल्य था और तीसरा विचरण श्रम दक्षता विचरण है श्रम दक्षता विचरण के मामले में आप यहां यह करेंगे कि मानक दर प्रति घंटे गुणा वास्तविक निर्गत के लिए मानक समय घटाव भुगतान का वास्तविक समय ये 3 विचरण हैं और फिर श्रम निष्क्रिय समय विचरण है इसलिए श्रम निष्क्रिय समय विचरण की गणना के लिए हम इस सूत्र असामान्य निष्क्रिय समय गुणा मानक दर का उपयोग करेंगे इसके बाद हम श्रम मिश्रण या गिरोह संरचना विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण की गणना करेंगे इसलिए श्रम मिश्रण या गिरोह संरचना विचरण की अलग स्थिति होती है जैसा कि हमने देखा कि सामग्री मिश्रण विचरण में 3 अलग अलग स्थितिया थी यहां श्रम मिश्रण या गिरोह संरचना विचरण में भी हमारे पास फिर से 3 से 4 स्थितियां हैं और हमें 3 से 4 सूत्रों का उपयोग करना होगा और श्रम प्रतिफल विचरण को ज्ञात करने के लिए हमें एक अलग दुसरे सूत्र का उपयोग करना होगा तो उन सूत्रों के बारे में विस्तार से जो कि श्रम मिश्रण विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण के है हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे या सीखेंगे या जानेंगे और उसके बाद हम श्रम विचरण से सम्बंधित कुछ प्रश्नों को हल करने को ओर बढ़ेंगे